सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम के इस व्याख्यान में स्वागत करते हैं पिछले व्याख्यान में हमने रिटर्न टू लिबक नामक इस हमले को देखा था जिसका यह फायदा था कि यह एक गैर निष्पादन योग्य स्टैक के साथ काम कर सकता था हालांकि जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा था कि रिटर्न टू लिबक हमले की प्रमुख सीमा यह तथ्य है कि हमलावर लिबक की पेशकश के साथ विवश है हमने देखा था कि हमलावर केवल लिबक में मौजूद सभी कार्यों को ही लागू कर सकता है हमने उदाहरण के लिए देखा था अगर लिबक में मौजूद सिस्टम फ़ंक्शन को हटा दिया गया था तो हमने पिछले व्याख्यान में जो हमला किया है वह अब निष्पादित नहीं करेगा तो हम इस व्याख्यान को आरओपी हमले के साथ शुरू करते हैं ROP हमले या वापसी उन्मुख प्रोग्रामिंग हमले की खोज स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में होव शेचम द्वारा की गई थी तो जैसे रिटर्न टू लिबक पर हमला होता है यह एक कार्यक्रम के निष्पादन को प्रस्तुत करता है जो स्टैक में मौजूद रिटर्न एड्रेस को लिबक में मौजूद कुछ पते के साथ ओवरराइट करता है हालांकि रिटर्न टू लिबक हमले के विपरीत आरओपी हमला केवल उन कार्यों को निष्पादित करने के लिए प्रतिबंधित नहीं है जो लिबक में मौजूद हैं बल्कि यह लगभग किसी भी मनमाने कोड को निष्पादित कर सकता है तो चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं जिसमें हमलावर जिस पेलोड को अंजाम देना चाहता है इसमें 7 अलग अलग निर्देश शामिल हैं तो अब पहली बात यह होगी कि पेलोड में इन निर्देशों को निष्पादित करने के लिए हमलावर को लिबक में कुछ फ़ंक्शन ढूंढना होगा जिसमें इन 7 निर्देशों के सभी इस क्रम में हैं हालांकि काफी संभावना है कि वह पूरी तरह से एक फ़ंक्शन में मौजूद निर्देशों का ऐसा क्रम नहीं ढूंढेगा इसलिए रिटर्न टू लिबक हमले से काम नहीं चलेगा हालांकि आरओपी हमले में हम लिबक लाइब्रेरी में एक विशिष्ट फ़ंक्शन पर भरोसा करने के बजाय थोड़ा अलग तरीके से करते हैं जो इस विशेष क्रम में ये सभी निर्देश हैं हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं जो इस विशेष क्रम में इन सभी निर्देशों को निष्पादित करता है अब मान लीजिए कि लिबक में एक फ़ंक्शन है जिसमें निर्देशों का वास्तव में यही क्रम है हमलावर को केवल उस फ़ंक्शन के निष्पादन को हटाने की आवश्यकता होगी और उसके पेलोड को निष्पादित किया जा सकता है हालांकि सबसे अधिक संभावना है कि लिबक में कोई फ़ंक्शन नहीं होगा जिसमें निर्देशों का यह क्रम है इसलिए हम आरओपी हमले में कुछ अलग करते है अगर हम विशिष्ट कार्य नहीं पा सकते हैं जिसमें निर्देशों का यह पूरा क्रम है तो हम इसे स्वयं बनाने का प्रयास करते हैं तो आइए देखें कि हम निर्देशों के अनुक्रम के निर्माण के बारे में कैसे जाते हैं जो इस लक्ष्य पेलोड को बनाता है जिसे हमलावर निष्पादित करना चाहते हैं पहला कदम गैजेट के रूप में जाना जाता है एक गैजेट निर्देशों का एक छोटा अनुक्रम है जो एक वापसी के बाद होता है तो एक विशिष्ट गैजेट कुछ इस तरह दिखाई देगा इसमें एक या एक से अधिक उपयोगी निर्देश होंगे और फिर इसे वापस करना होगा अब इन उपयोगी निर्देशों के लिए एक प्रतिबंध यह है कि इसे गैजेट के बाहर नियंत्रण स्थानांतरित नहीं करना चाहिए तो हम ऐसे गैजेट्स को कैसे खोजें इसलिए हम लिबक लाइब्रेरी का सांख्यिकीय विश्लेषण करके और लाइब्रेरी में मौजूद सभी संभावित गैजेट्स की पहचान करके एक प्री प्रोसेसिंग करेंगे यह प्रोग्राम बाइनरी है जो कि लिबक में मौजूद है हमने जो पहचान की है वह 7 अलग अलग गैजेट्स हैं जो इस कार्यशीलता को ठीक करेगा उदाहरण के लिए प्रत्येक गैजेट गैजेट G1 में यह निर्देश है जिसके बाद वापसी होती है इसी तरह एक गैजेट G2 है जिसमें यह निर्देश है इसके बाद एक रिटर्न और इसी तरह इस तरह हम लिबक फ़ाइल में गैजेट की पहचान करते हैं जिसमें यह कार्यक्षमता है दूसरा चरण है हमें इन उपकरणों को एक साथ स्टिच करने की आवश्यकता है ताकि इस कार्यक्षमता को प्राप्त किया जा सके तो हम अपने स्टैक पर वापस जाते हैं और हम एक स्टैक का निर्माण निम्नानुसार करते हैं उस स्थान में जहां रिटर्न पता मौजूद होना चाहिए हमने गैजेट 1 4 बाइट्स का पता ऊपर रखा है कि हम गैजेट 2 फिर जी 3 और गैजेट 4 का पता डालते हैं निष्पादन के दौरान जब फ़ंक्शन निष्पादित रिटर्न प्राप्त कर रहा है स्टैक पॉइंटर इस स्थान की ओर इशारा कर रहा है जहां मूल रिटर्न पता मौजूद होना चाहिए हालाँकि चूंकि हमने गैजेट 1 के पते के साथ उस मूल रिटर्न पते को बदल दिया है इसलिए इस पते को निर्देश सूचक में ले जाया गया है और लोड किया गया है इसलिए हम जो हासिल करेंगे वह यह है कि इन दोनों निर्देशों को निष्पादित किया जाता है बेहतर समझने के लिए आइए देखें कि रिटर्न निर्देश कैसे निष्पादित किया जाता है जब वापसी निर्देश निष्पादित किया जाता है तो दो चीजें होती हैं जो एक साथ होती हैं स्टैक पॉइंटर द्वारा इंगित की गई पहली सामग्री जो कि G1 का पता है प्रोग्राम काउंटर में लोड हो जाती है दूसरी बात 4 के मूल्य से स्टैक पॉइंटर वेतन वृद्धि इसलिए स्टैक पॉइंटर गैजेट 2 के पते की ओर इशारा करता है अब चूंकि प्रोग्राम काउंटर जी 1 के पते पर गिना जा रहा है जो कि यह स्थान है जो इन दोनों निर्देशों को निष्पादित करेगा जो कि movi से 8 esi है और फिर एक वापसी है G1 में रिटर्न इंस्ट्रक्शन से ठीक पहले हमारे पास स्टैक पॉइंटर है जो गैजेट 2 के पते की ओर इशारा करता है इसलिए जब G1 के हिस्से के रूप में वापसी निर्देश निष्पादित होता है तो पहले जैसा होता है कि स्टैक पॉइंटर की सामग्री जो इस मामले में है G2 का पता प्रोग्राम काउंटर में लोड किया गया है एटोमिक रूप से स्टैक पॉइंटर 4 से बढ़ा हुआ है और जी 3 के पते पर इंगित करता है अब चूंकि प्रोग्राम काउंटर जी 2 के पते की ओर इशारा कर रहा है इसलिए हमारे पास जी 2 को निष्पादित किया जा रहा है जो कि वापसी के बाद चल रहे बाइट निर्देश है अब जैसा कि हमने पिछले गैजेट में देखा है जब रिटर्न निष्पादित होता है तो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर में लिए गए G3 का पता होता है और इसलिए प्रोसेसर जी 3 निर्देशों को क्रियान्वित करेगा जिसमें वाई बाइट 0 से लेकर ईएसआई सी की भरपाई शामिल है mov byte 0 to the offset of esic इसी तरह जब G3 में रिटर्न इंस्ट्रक्शन होता है तो इसके परिणामस्वरूप G4 निष्पादित हो जाता है इस तरह से स्टैक पर गैजेट्स का उचित पता लगाकर हम विभिन्न गैजेट्स को निष्पादित कर सकते हैं और इसलिए हम उन निर्देशों के अनुक्रम को प्राप्त करने में सक्षम हैं जो एक लक्ष्य पेलोड को प्राप्त करना था तो ध्यान दें कि रिटर्न टू लिबक हमले के विपरीत हम अपने हमले को माउंट करने और निष्पादन को खत्म करने के लिए लिबक लाइब्रेरी में विशिष्ट कार्यों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं लेकिन इसके बजाय हम कोड के छोटे स्निपेट पर निर्भर होते हैं जिन्हें हम गैजेट कहते हैं और हम इन स्टैक सामग्री को इस तरह से बना रहे हैं कि ये विभिन्न गैजेट निष्पादित होते हैं और लक्ष्य पेलोड निर्देशों के अनुक्रम होने के समान प्रभाव देने में सक्षम होते हैं तो अगली बात हम देखेंगे हम अपनी लाइब्रेरी में ऐसे गैजेट्स कैसे ढूंढेंगे इसके बारे में जाने का तरीका लिब्स लाइब्रेरी के स्थिर विश्लेषण से है इसलिए हमें उन सभी गैजेट्स को खोजने की जरूरत है जो लिब्सलाइब्रेरी में शामिल हैं जैसा कि हम जानते हैं कि एक गैजेट उपयोगी निर्देशों का अनुक्रम है जो वापसी अनुदेश के साथ समाप्त हो रहा है इस रिटर्न इंस्ट्रक्शन के लिए ऑप्ट कोड ये नंबर 0x0XC3 है हमें उन गैजेट्स की पहचान करने की आवश्यकता है जो ऑप्ट कोड 0x0XC3 के साथ समाप्त हो रहे हैं जिस तरह से हम गैजेट ढूंढते हैं वह लिबक लाइब्रेरी का सांख्यिकीय विश्लेषण करता है इसलिए हम लाइब्रेरी को बाइनरी मोड में खोलते हैं और लाइब्रेरी बाइट को तब तक स्कैन करना शुरू करते हैं जब तक हमें 0x0XC3 निर्देश नहीं मिलते उदाहरण के लिए यहां पहला 0x0XC3 जो हम यहां प्राप्त करते हैं यह है अब हम मानते हैं कि यह 0x0XC3 एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन से मेल खाता है और एक बार जब हमें यह 0xC3 इंस्ट्रक्शन मिल जाता है तो हम इससे गैजेट्स बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा करने के लिए हम पिछले बाइट मानों को देखते हैं और उपयोगी निर्देश बनाने का प्रयास करते हैं यदि आप एक उपयोगी निर्देश बना सकते हैं तो हम मूल के रूप में 0xC3 के साथ एक पेड़ बनाते हैं और उस जड़ के बच्चों के रूप में उपयोगी निर्देश इसलिए हम एक पूर्वनिर्धारित लंबाई W प्राप्त होने तक पीछे की ओर जाते रहते हैं जो कि एक सामान्य लिबक फ़ाइल में गैजेट की अधिकतम संख्या निर्देश है जो आकार में लगभग 1 एमबी है हमें 15000 से अधिक विभिन्न गैजेट मिले अब जब भी हम पेलोड का निर्माण करना चाहते हैं हमें इन 15000 से उपयुक्त गैजेट का चयन करने की आवश्यकता है ताकि हमारा लक्ष्य पेलोड निष्पादन प्राप्त हो सके अब दो तरीके हैं जिससे गैजेट मिल सकते हैं एक इंटटेड के रूप में जाना जाता है और दूसरे को अनइंटटेड के रूप में तो आइए इस उदाहरण का सहारा लेकर इसे देखें मान लीजिए कि लिबक फ़ाइल को स्कैन करते समय हमें बाइट मानों का एक क्रम मिला जैसा कि ऊपर की स्लाइड में दिखाया गया है हम इन बाइट मूल्यों की व्याख्या कैसे करते हैं इसके आधार पर हम अलग अलग निर्देश प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए मान लें कि हम F7 से शुरू होने वाले इन बाइट मूल्यों की व्याख्या करना शुरू करते हैं तो हम एक उपयोगी निर्देश F7 C7 07 00 00 00 पा सकते हैं जो प्रोसेसर द्वारा व्याख्या की जाती है परीक्षण 7 एडी के रूप में शेष भाग 0f 95 45 0xC3 को दूसरे निर्देश सेट्नज़ब द्वारा व्याख्यायित किया जाता है हम देखते हैं कि संकलक ने करने का इरादा किया था और इसलिए हम इसे इंटटेड निर्देश कहते हैं तो ध्यान दें कि ये निर्देश कम से कम इन दो निर्देशों को एक गैजेट नहीं बनाते हैं अब यदि हम केवल 1 बाइट द्वारा अपने विश्लेषण को ऑफसेट करते हैं और कहते हैं कि F7 से शुरू करने के बजाय हम C7 से शुरू करते हैं तो हमें निर्देशों का एक अलग क्रम मिलता है अब हम कहते हैं कि हम C7 से व्याख्या करना शुरू करते हैं तब बाइट C7 07 00 00 00 0F के अनुक्रम को इस मूव इंस्ट्रक्शन की व्याख्या की जाती है जबकि बाइट्स 95 45 और C3 को XCHC इंक्रीमेंट और रिटर्न निर्देश के रूप में समझा जाता है इस प्रकार हम पाते हैं कि यह एक मान्य गैजेट है यद्यपि ये निर्देश संकलक द्वारा अभिप्रेत नहीं थे हम इन निर्देशों को संश्लेषित करने में सक्षम हैं और इसलिए इस गैजेट को ऑफसेट को बदलकर जहां से हम निर्देशों का विश्लेषण करते हैं तो इस तरह से हम विभिन्न प्रकार के गैजेट्स का एक विविध सेट प्राप्त कर सकते हैं वास्तव में X86 प्लेटफार्मों के लिए गैजेट्स की संख्या जो बहुत अधिक हो सकती है क्योंकि बड़ी संख्या में निर्देशों का समर्थन किया जाता है दूसरी ओर आरआईएससी प्रोसेसर जैसे कि एआरएम या आरआईएससी वी के लिए गैजेट्स की संख्या जो हमें बहुत कम मिलती है इस प्रकार से सीआईएससी आधारित प्रोसेसर जैसे एक्स 86 सीआईएससी आधारित प्रोसेसर ROP के हमलों के लिए प्रवृत्त होते हैं तो आरआईएससी प्रोसेसर जैसे ARM या OpenRISC या RISC V तो चलिए गैजेट्स के कुछ उदाहरण लेते हैं तो चलिए सरल से शुरू करते हैं जहां हम कुछ डेटा को रजिस्टर एडक्स में ले जाना चाहते हैं इसलिए इस उदाहरण में हम कहते हैं कि हम डेडबीफ "deadbeef" को रजिस्टर एडक्स में स्थानांतरित करना चाहते हैं इस उद्देश्य के लिए हम जिस गैजेट का उपयोग करेंगे उसमें दो निर्देश पॉप एडक्स के बाद रिटर्न अब हम कहते हैं कि स्टैक पॉइंटर स्टैक में एक स्थान की ओर इशारा करता है जिसमें यह विशेष गैजेट का पता होता है अब जब फ़ंक्शन या गैजेट को निष्पादित किया जा रहा है तो वापसी निर्देश निष्पादित करता है जैसा कि हमने कहा है कि दो चीजें होंगी सबसे पहले स्टैक पॉइंटर द्वारा बताई गई स्टैक की सामग्री जो इस मामले में गैजेट का पता है इस सामग्री को प्रोग्राम काउंटर में ले जाया जाएगा उसी समय स्टैक पॉइंटर को 4 से बढ़ा दिया जाएगा और डेडबीफ "deadbeaf" से युक्त इस स्थान को इंगित करेगा अब चूंकि प्रोग्राम काउंटर इस विशेष गैजेट की ओर इशारा कर रहा है इसलिए हमें पॉप निर्देश निष्पादित करना होगा अब पॉप निर्देश स्टैक पॉइंटर की वर्तमान सामग्री को ले जाएगा जो डेडबीफ "deadbeaf" है और इन सामग्रियों को एडक्स रजिस्टर में लोड करना है साथ ही स्टैक पॉइंटर को 4 बाइट्स द्वारा बढ़ाया जाता है इसलिए वापसी के समय स्टैक पॉइंटर डेडबीफ स्थान से 4 बाइट की ओर इशारा करता है अब एक और उदाहरण लेते हैं जहां हम दो गैजेट G1 और G2 का उपयोग करके ईरेक्स रजिस्टर में मनमाना डेटा लोड करना चाहते हैं गैजेट G1 में पॉप एडक्स से पहले की तरह वापसी के बाद शामिल होता है जबकि गैजेट G2 में इस निर्देश का समावेश होता है जहां edx 64 बाइट्स की सामग्री द्वारा इंगित की गई मेमोरीलैक्शंस की सामग्री को ईरेक्स रजिस्टर में ले जाया जाता है तो आइए देखें कि हम इन दो गैजेट्स को एक साथ कैसे जोड़ सकते हैं ताकि हम ईरेक्स रजिस्टर में मनमाना डेटा प्राप्त कर सकें ताकि स्टैक कुछ इस तरह दिखे पहले गैजेट G1 में यह निर्देश पॉप होता है उसके बाद एक वापसी के बाद दूसरा गैजेट G2 में एक निर्देश होता है मूव इंस्ट्रक्शन एडक्स रजिस्टर 64 move instruction edx register64 बाइट की सामग्री को ईरेक्स रजिस्टर में ले जाता है इसे प्राप्त करने के लिए जहां हम ईरेक्स रजिस्टर में मनमाना डेटा लोड करना चाहते हैं हमें अपने स्टैक बनाने की आवश्यकता है जो इस तरह से कुछ दिखाई देगा तो हम क्या करते हैं कि एक विशेष पते पर 64 बाइट्स में हम आवश्यक डेटा डालते हैं जिसे हम ईरेक्स रजिस्टर में स्थानांतरित करना चाहते हैं फिर हम इस विशेष रूप में गैजेट्स की व्यवस्था करते हैंस्टैक पॉइंटर जी 1 को शुरू में इंगित कर रहा है फिर हमारे पास यहां पर यह पता और गैजेट 2 है तो आइए देखें कि हमारे कार्य को प्राप्त करने के लिए ये दो गैजेट एक साथ कैसे काम करते हैं इसलिए पहले जब G1 स्टैक पॉइंटर को निष्पादित करता है तो इसे इंगित करने के लिए बढ़ा दिया जाता है और एडक्स रजिस्टर की सामग्री को संबोधित किया जाएगा पॉप के निष्पादित होने के बाद स्टैक पॉइंटर G2 की ओर इशारा करता है जब गैजेट G2 निष्पादित होता है तो यह एडक्स रजिस्टर की सामग्री लेता है जो अनिवार्य रूप से पता है इसमें 64 बाइट्स जोड़ते हैं और इस स्थान की सामग्री जो डेडबीफ "deadbeaf" है फिर रिटर्न रजिस्टर के समय ईएएक्स रजिस्टर में लोड की जाती है स्टैक पॉइंटर यहाँ पर निम्नानुसार इशारा कर रहा है आइए अब हम ईएएक्स रजिस्टर में मौजूद डेटा को स्टैक पर कुछ स्थान पर संग्रहीत करने का एक और उदाहरण लेते हैं फिर से पूरे लिबक के माध्यम से पार्स करने के बाद हमें दो गैजेट मिले जो हमारे लिए उपयोगी होंगे पहला गैजेट वैसा ही है जैसा कि हमने पॉप और रिटर्न इंस्ट्रक्शन को शामिल करने से पहले देखा है जबकि दूसरा गैजेट में एक इंस्ट्रक्शन शामिल है जहां ईएएक्स रजिस्टर की सामग्री को स्थान एडक्स 24 में ले जाया गया है इस विशेष स्टोर को प्राप्त करने के लिए हम स्टैक की व्यवस्था निम्नानुसार करते हैं तो हमारे पास गैजेट का पता 1 है और उसके बाद गैजेट का पता 2 है अब देखते हैं कि ये दोनों गैजेट्स एक साथ कैसे काम करते हैं इसलिए जब स्टैक पॉइंटर गैजेट एड्रेस 1 की ओर इशारा कर रहा है तो इसका परिणाम इस गैजेट को निष्पादित करना होगा और इस विशेष समय में स्टैक पॉइंटर इस स्थान की ओर इशारा करता है इस प्रकार एडक्स को 0 के मान के साथ लोड किया जाता है और पॉप के दौरान एक स्टैक पॉइंटर को गैजेट एड्रेस 2 को इंगित करने के लिए बढ़ाया जाता है अब जब G2 निष्पादित हो जाता है तो एडक्स की सामग्री जो 0 24 बाइट्स होती है जो तब होती है जब G2 निष्पादित हो जाता है जब ईएक्स रजिस्टर की सामग्री को एडक्स 24 बाइट्स द्वारा इंगित स्थान में संग्रहीत किया जाता है अब इस G1 के निष्पादित होने के कारणएडक्स का मान 0 है इसलिए ईएक्स की सामग्री को इस विशेष स्थान पर यहाँ पर संग्रहीत किया जाएगा अब हम एक ऐसे गैजेट का एक और उदाहरण लेते हैं जो जोड़ देता है पूरे लिबक को पार्स करने के बाद सबसे अच्छा गैजेट जिसे हमने पाया था जैसा कि यहां दिखाया गया है तो यह गैजेट वह करता है जो हम करना चाहते हैं इसलिए यह एडक्स रजिस्टर द्वारा बताई गई मेमोरी लोकेशन की सामग्री लेता है और उस सामग्री को ईएक्स रजिस्टर में जोड़ता है हालाँकि इस गैजेट में एक अतिरिक्त पुश एडी निर्देश भी मौजूद है क्या यह पुश निर्देश मौजूद है लिबक फ़ाइल के माध्यम से पार्स करने के बाद अनिवार्य रूप से यह एकमात्र गैजेट है जो हमारे पास था और दुर्भाग्य से हमारे लिए यह इस अतिरिक्त पुश निर्देश के कारण हमारे लिए जटिल चीजें हैं अब यह धक्का निर्देश हमारे लिए चीजों को और अधिक कठिन बना देगा और हमें यह देखने देगा कि कैसे अब मान लें कि हमने अपने स्टैक को इस तरह व्यवस्थित किया है हमारे पास गैजेट का पता है जो इस ऐड चीज़ की ओर इशारा कर रहा है और फिर हमारे पास एक गैजेट एड्रेस 2 है जो किसी अन्य गैजेट की ओर इशारा कर रहा है अब जब यह विशेष गैजेट निष्पादित होता है तो हमारे पास स्टैक पॉइंटर है जो हम चाहते हैं हमारे पास एडक्स रजिस्टर द्वारा इंगित किए गए मेमोरी लोकेशन की सामग्री को ईएक्स रजिस्टर में जोड़ा जाना है दुर्भाग्य से पुश निर्देश अब इस गैजेट पता 2 की सामग्री को स्टैक में संशोधित करता है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारे पास पुश निर्देश होता है तो यह दो चीजें करता है जो स्टैक पॉइंटर के अनुरूप स्टैक पर रजिस्टर की सामग्री को लिखता है और स्टैक को 4 बाइट्स द्वारा बढ़ाता है इसलिए अब हम देखते हैं कि एड गैजेट को ठीक से काम करने के दौरान स्टैक में मौजूद G2 निष्पादित नहीं करेगा क्योंकि यह दूषित हो गया है इसलिए हमें वास्तव में इस विशेष समस्या के आसपास काम करने का एक तरीका चाहिए तो ऐसा करने का एक तरीका गैजेट के रूप में जाना जाने वाला एक और गैजेट है जो अनिवार्य रूप से केवल 0x3 वाले गैजेट को इंगित करता है इसलिए अनिवार्य रूप से जैसा कि हम जानते हैं कि 0xC3 रिटर्न इंस्ट्रक्शन से मेल खाता है अब ROP दुनिया में रिटर्न इंस्ट्रक्शन एक एनओपी इंस्ट्रक्शन के समान है यह कुछ भी नहीं करता है बस स्टैक पॉइंटर को बढ़ाता है तो आइए देखें कि यह योजना कैसे काम करती है तो हमारे पास शुरू में जी 1 की ओर इशारा करते हुए स्टैक पॉइंटर है और इसलिए हमारे पास यह गैजेट है जिसका हमने उपयोग किया है जो स्टैक की सामग्री को अनिवार्य रूप से एडी रजिस्टर में जमा करता है तो स्टैक इस स्थान की ओर इशारा करते हुए इस विशेष समय पर होता है और इसलिए इस विशेष गैजेट रिटर्न का पता एडी रजिस्टर में लोड हो जाता है और साथ ही साथ हम जानते हैं कि पॉप स्टैक पॉइंटर को इस स्थान की ओर इशारा करता है अब इस स्थान पर हमारे पास गैजेट पता 2 है जो हम चाहते हैं और एडेक्स द्वारा ईएक्स रजिस्टर में बताए गए मेमोरी के अलावा जोड़ते हैं अब पुश निर्देश ईडी की सामग्री को स्टैक में धकेल देगा अब एडी की सामग्री जो हमने पिछले गैजेट के कारण की है उसमें यह गैजेट रिटर्न शामिल है यह गैजेट रिटर्न अनिवार्य रूप से इस गैजेट की ओर इशारा करता है जिसमें केवल रिटर्न शामिल है गैजेट एड्रेस 3 को इंगित करने के लिए स्टैक पॉइंटर को बढ़ाता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम अपने मुद्दे पर काम करने में सक्षम हैं जहाँ ऐड गैजेट में मौजूद यह अतिरिक्त धक्का है अब हम एक और उदाहरण लेते हैं जहाँ हम प्रदर्शित करते हैं कि ROP में बिना शर्त शाखाकरण कैसे किया जा सकता है तो ROP में बिना शर्त ब्रांचिंग से हमारा क्या तात्पर्य है कि हम स्टैक पॉइंटर को अपनी अनुक्रमिक वेतनवृद्धि से बदलना चाहते हैं ताकि गैजेट्स को कुछ मनमाने क्रम में निष्पादित किया जा सके हम यह दर्शाते हैं कि एक ही गैजेट को एक लूप में बार बार कैसे निष्पादित किया जा सकता है तो इसके लिए हम एक गैजेट का यह विशेष उदाहरण लेते हैं जिसमें एक पॉप निर्देश शामिल होता है जो कि स्टैक पॉइंटर के लिए एक पॉप होता है और उसके बाद एक रिटर्न होता है अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब यह विशेष गैजेट निष्पादित हो रहा है तो हमारे पास यहां स्टैक पॉइंटर मौजूद है इसके अलावा हम मानते हैं कि हमारे पास यह स्थान ए के रूप में निर्दिष्ट है और इस स्मृति स्थान में ए भी उसी स्थान पर मौजूद है तो यह पॉप निर्देश क्या करता है कि यह स्टैक पॉइंटर द्वारा बताए गए स्थान की सामग्री को इस मामले में पॉप करता है और स्टैक पॉइंटर में इन विशेष सामग्रियों को संग्रहीत करता है इस प्रकार स्टैक पॉइंटर तब इस ए स्थान पर रीसेट हो जाता है और इस विशेष गैजेट को फिर से निष्पादित करता है तो इस तरह हम देखते हैं कि स्टैक पॉइंटर इन दो स्थानों के बीच एक अनंत लूप में लगातार घूमता रहता है तो इस तरह से हम दिखाते हैं कि हम अपने आरओपी कार्यक्रमों में लूप बनाने के लिए बिना शर्त शाखा का उपयोग कैसे कर सकते हैं इसी तरह से हम आरओपी में सशर्त रूप से अच्छी तरह से लागू हो सकते हैं हालांकि तकनीकें बहुत अधिक शामिल हैं तो ये कुछ गैजेट के उदाहरण थे जो हमने बनाए हैं वास्तव में इंटरनेट पर बहुत सारे उपकरण उपलब्ध हैं जिनका उपयोग आप आरओपी गैजेट बनाने के लिए कर सकते हैं तो कुछ काफी प्रसिद्ध उपकरण जो हमने उपयोग किए हैं वह है आरओपी गैजेट और रोपपर इसलिए इन स्थानों पर दोनों उपलब्ध हैं इसलिए हमने व्यक्तिगत रूप से इस आरओपी गैजेट का सत्यापन और जाँच की है जोनाथन सलवान द्वारा की गई है और यह किसी भी ऑब्जेक्ट फ़ाइल पर काम करता है जो एक एल्फ़ ऑब्जेक्ट है यह उन सभी गैजेट्स को आउटपुट करेगा जो उस विशेष लाइब्रेरी से बनाए जा सकते हैं तो ये कुछ अलग अलग गैजेट्स के उदाहरण थे जो हमने बनाए हैं वास्तविकता में आरओपी कार्यक्रम काफी जटिल हो सकते हैं आप कुछ अलग कार्यक्रम कार्यात्मकता प्राप्त कर सकते हैं वास्तव में X86 सिस्टम के लिए आरओपी कार्यक्रमों को ट्यूरिंग पूर्ण कहा जाता है और यह किसी भी कार्यक्रम के बारे में लागू कर सकता है आरआईएससी प्रकार के प्रोसेसर जैसे एआरएम आरओपी आधारित कार्यक्रमों को लागू करना अधिक कठिन है इंटरनेट पर कई उपकरण हैं जो इन आरओपी कार्यक्रमों के निर्माण में आपकी मदद करेंगे उदाहरण के लिए इन वेबसाइटों में मौजूद आरओपी गैजेट और रोपपर का उपयोग ऑब्जेक्ट फ़ाइलों का विश्लेषण करने और इन ऑब्जेक्ट फ़ाइलों में मौजूद सभी आरओपी गैजेट्स को प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है इसलिए इस विशेष पाठ्यक्रम के लिए गिथब रेपो में हम कुछ आरओपी उदाहरण जोड़ रहे हैं और प्रदर्शित करेंगे कि आरओपी गैजेट कैसे बनाए जा सकते हैं उदाहरण के लिए छोटे कार्यक्रमों को लिखने के लिए जैसे कि किसी संख्या के भाज्य को ज्ञात करने के लिए कारक बनाना धन्यवाद